NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स बायोरिएक्टर्स के लेक्चर 17 में आपका स्वागत है I हमने पिछले लेक्चर में एक प्रेक्टिस प्रॉब्लम 41 हल किया I और उससे पहले हमने बायोरिएक्टर्स को प्रभावित करने वाले कुछ वातावरणीय मापदंड के बारे में भी समझा I जैसे तापमान पीएच माध्यम संघटन वातन एजीटेशन स्तर एवं घुलनशील ऑक्सीजन स्तर यह सब महत्वपूर्ण है एवं इन्हें माप एवं नियंत्रित किया जाना जरूरी है I पिछले लेक्चर में हमने घुलनशील ऑक्सीजन के बारे में समझा था I DO प्रोब के बारे में बात करते समय कुछ असमंजस था एक गलती के कारण कैथोड प्लैटिनम और एनोड सिल्वर हैI इसे पिछली बार हमने कुछ मिला दिया था यह सब एक समान ही है तो कैथोड प्लैटिनम और एनोड सिल्वर है I फिर उसके आगे हमने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम 41 का हल देखा I अब हम यहां से और आगे बढ़ते हैंI जब हमने एजीटेशन और वातन की बात की तब कहा था कि दोनों ही DO को प्रभावित करते हैं इसके कारण कोशिकाओं में कर्तन तनाव भी होता हैI तो कर्तन तनाव आखिर है क्या यदि आपने फ्लुएड मैकेनिक्स में कोर्स किया होगा तो आप जानते ही होंगे पर इसका कोई मतलब नहीं हैI आपने यह कोर्स किया या ना किया हो हम कर्तन तनाव को इस तरीके से समझते हैं I हम रोटी के आटे की गोल लोई लेते हैं और अपने हाथ के पंजे के बीच में रखते हैं फिर उसे थोड़ा दबाते हुए पंजे को दूसरी दिशा में घुमाते हैं लोई को क्या होगा

उससे प्रयोग में लगाई गई सारी लागत बेकार चली जाएगीI तो फिर क्या किया जाता है